नमस्कार एनपीटीईएल मोक्स प्रोग्राम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में इस कोर्स के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में इस सप्ताह हमने एक गेन सर्कल का उपयोग करके डिजाइन पहलू को कवर किया था उन मॉड्यूल में हमने एक विशेष गेन प्राप्त करने के लिए कवर किया कि क्या यह एक ट्रांसड्यूसर पावर गेन या उपलब्ध पावर गेन या ऑपरेटिंग पावर गेन है इसलिए इस मॉड्यूल में हम एम्पलीफायर डिज़ाइन के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को कवर करेंगे जो कि नॉइज़ का पहलू है पहले भाग में हम यह कवर करेंगे कि नॉइज़ क्या है नाइज को कैसे चिह्नित किया जाए और दूसरे भाग में हम नॉइज़ सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे और एक विशेष नॉइज़ फिगर कैसे प्राप्त करेंगे और फिर हम यह भी देखेंगे कि नॉइज़ फिगर में क्या है नॉइज़ फिगर शब्द का क्या मतलब है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए यदि आपने नॉइज़ फिगर की विशेष विवरण दिए हैं और हम कैसे नॉइज़ फिगर सर्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहला सवाल यह है कि नॉइज़ क्या है नॉइज़ यदि आपके पास सांख्यिकीय आंकड़ों के बारे में कोई विचार है तो नॉइज़ को एक रेंडम प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है रेंडम प्रक्रिया से हमारा क्या मतलब है आइए हम देखें कि एक रेंडम वेरिएबल क्या है एक रेंडम वेरिएबल वह मात्रा है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है नियतात्मक मात्रा के विपरीत कोई वोल्टेज नहीं होता है यह है एक विशेष पल में यह एक निश्चित मान होगा लेकिन कहते हैं नॉइज़ वोल्टेज अगर आप कहते हैं इसका कोई विशेष मान नहीं है इसके बजाय जो हम इसे चिह्नित कर सकते हैं वह कुछ औसत या मोमेंट्स के साथ या जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं अब समय के साथ इस तरह के रेंडम वेरिएबल का एक समूह अगर समय भी अब उपलब्ध है तो ऐसी प्रक्रिया को रेंडम प्रक्रिया कहा जाता है और नॉइज़ एक ऐसी रेंडम प्रक्रिया है अब जैसा कि मैंने कहा था आपके पास एक डिटरमिनिस्टिक मान नहीं हो सकता उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि वोल्टेज यदि आप एक बैटरी के वोल्टेज को मापते हैं तो आप इसे 2 वोल्ट मान सकते हैं तो आप कहते हैं कि बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है लेकिन दूसरी ओर नॉइज़ वोल्टेज कहें किसी भी पल में यह समान मान नहीं हो सकता है यह अलग अलग होता रहता है नॉइज़ वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है लेकिन फिर औसत मान यदि आप नॉइज़ वोल्टेज का औसत पाते हैं तो वह स्थिर रहता है तो यह है कि हम नॉइज़ को कैसे चित्रित करते हैं भले ही हम यह निर्दिष्ट नहीं कर सकते कि वास्तविक वोल्टेज किसी विशेष समय पर क्या होगा हम कह सकते हैं कि औसत समय के साथ क्या होगा तो उस अर्थ में वास्तव में औसत के 2 प्रकार हैं एक वह है जो समय औसत के रूप में जाना जाता है यह इस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है और इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है तो यह समय के साथ नॉइज़ वोल्टेज या किसी अन्य रेंडम प्रक्रिया के औसत की तरह है एक अन्य प्रकार की औसत जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं वह है जो एंसेंबल औसत में जाना जाता है यहां एक विशेष समय के बजाय औसत मान क्या है जो रेंडम प्रक्रिया लेता है तो इस प्रतीक द्वारा एंसेंबल औसत का प्रतिनिधित्व इसी तरह ये समय औसत और एंसेंबल औसत हैं यदि हम किसी भी सिग्नल में एक पावर कंटेंट पर विचार करते हैं चाहे वह नॉइज़ हो या कोई अन्य रेंडम प्रक्रिया हो तो 2 अन्य परिभाषाएँ जिनका हम उपयोग कर सकते हैं जिन्हें मीन स्क्वेयर पावर के रूप में जाना जाता है मीन स्क्वेयर पावर को समय के साथ भिन्नता के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है या उस एंसेंबल के संदर्भ में जो अब यहां इस शब्द के रूप में है यह PN जो कुछ भी पिछली स्लाइड में चर्चा कर रहा था उस एंसेंबल के लिए क्या इस स्लाइड में मैं एंसेंबल औसत के बारे में चर्चा कर रहा था मैंने यह समीकरण लिखा है यह PN प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है यह ऐसा है जो एन को ले सकने वाले विभिन्न संभावित मानो के बीच N का एक विशेष मूल्य खोजने की संभावना क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन

यहाँ भी इस मीन स्क्वेयर पावर के मामले में एंसेंबल औसत है यह पीएन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या बस पीडीएफ का प्रतिनिधित्व करता है अब हमारे उद्देश्य के लिए आप जानते हैं कि जब हम नॉइज़ को परिभाषित करते हैं तो औसत मान जो कि एंसेंबल औसत है या औसत समय दोनों 0 के बराबर हैं और इसी तरह मीन स्क्वेयर पावर साथ मामला है अब एक स्थिर रेंडम प्रक्रिया के लिए समय औसत एक और मात्रा है जिस पर अक्सर चर्चा की जाती है जिसे ऑटोकॉरेलेशन फ़ंक्शन के रूप में कहा जाता है जिसे इस तरह दिया जाता है और यह इस समय का वर्णन कर रहा है कि यह ऑटोक्रेलेशन फ़ंक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह आटोक्लेररेशन फ़ंक्शन की परिभाषा है जो जो एक ही फ़ंक्शन X है जो कि t और x के बीच का एक प्रकार का संबंध है जो TTao में एक समय के अंतराल पर होता है X1 XT प्रतिनिधित्व करता है X2 XTTao का प्रतिनिधित्व करता है और महत्व यह है कि यदि हम इस फ़ंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म को लेते हैं तो यह ऑटोकॉरलेशन फ़ंक्शन हो जाता है फिर हमें वह मिलता है जिसे स्पेक्ट्रेल डेंसिटी के रूप में जाना जाता है

जहाँ यह XT दिया गया है जैसा कि मैंने कहा कि XT एक मापनीय मात्रा है जिसे स्पेक्ट्रेल डेंसिटी के रूप में जाना जाता है यह एक ऐसी चीज है जिसे आप वास्तव में स्पेक्ट्रम एनालाइजर नामक उपकरण का उपयोग करके माप सकते हैं और यह इस RT का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जिसे अभी परिभाषित किया गया है अब आदर्श रूप से जब हम देखते हैं कि हम किसी भी उपकरण को लेते हैं या यदि हम नॉइज़ पावर को मापते हैं तो विभिन्न प्रकार की नॉइज़ पावर होती है उनमें से एक विभिन्न प्रकार की नॉइज़ पावर जो हम देखते हैं इस पर निर्भर करता है कि उनके पास किस प्रकार का स्पेक्ट्रेल डेंसिटी है किस प्रकार का स्पेक्ट्रेल वितरण है

उनमें से एक थर्मल नॉइज़ के रूप में जाना जाता है थर्मल नॉइज़ इस तरह का एक वितरण है इस थर्मल नॉइज़ के लिए ऑटोकरिलेशन फंक्शन इस समीकरण द्वारा दिया गया है थर्मल नॉइज़ को वाइट नॉइज़ के रूप में भी जाना जाता है अब यह दिखाया जा सकता है कि रजिस्टर एक साधारण रेजिस्टेंस जो हमारे पास होता है अगर वह प्रदर्शित होता है अगर हम एक नॉइज़ पावर पर विचार करते हैं जो मौजूद है एक रजिस्टर के अंदर तो इसके द्वारा नॉइज़ पावर दी जा सकती है और यह उपलब्ध पावर वैल्यू PN द्वारा दी गई है 4R द्वारा Vn स्क्वायर के बराबर है जहां से यह नॉइज़ वोल्टेज मान 4KTRΔf के रूप में पाया जा सकता है तो यह बराबर नॉइज़ वोल्टेज है जो हमेशा प्रतिरोध होने पर मौजूद होता है अब संशोधन को देखा जा सकता है तो विस्तृत व्युत्पत्ति पुस्तक में गोंजालेस द्वारा देखी जा सकती है लेकिन बस मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूं कि रजिस्टेंस सिर्फ एक साधारण रजिस्टेंस नहीं है जैसा कि हम सर्किट सिद्धांत से जानते हैं इसके साथ एक स्रोत प्रकार भी जुड़ा हुआ है स्रोत की कोई दिशा नहीं है अर्थात् यह कहना मुश्किल है कि सकारात्मक और नकारात्मक क्या है हम इसे ऐसा नहीं कह सकते हम केवल यह कह सकते हैं कि स्रोत के साथ एक पावर जुड़ी हुई है और इस समीकरण के द्वारा वह पावर मान दिया जाता है जहाँ से इस समीकरण द्वारा बराबर नॉइज़ वोल्टेज दिया जाता है अब यह मूल नॉइज़ परिभाषा थी लेकिन 2 पोर्ट माइक्रोवेव उपकरण के बारे में क्या हम कैसे हमारे 2 पोर्ट माइक्रोवेव उपकरण या दूसरे शब्दों में एम्पलीफायर के नॉइज़ से जुड़े नॉइज़ को चिह्नित करें अब 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए इस तरह 2 पोर्ट सर्किट के लिए यह एक नॉइज़ 2 पोर्ट सर्किट विभिन्न नॉइज़ तत्व मौजूद है उससे अगर हमें एक नॉइज़इलेस सर्किट में जाना है तो हम इस तरह का परिवर्तन करते हैं और आप कैसे जानते हैं कि इस VN और IN के मूल्यों की व्युत्पत्ति गोंजालेस की पुस्तक के शेषसंग्रह L में दी गई है कृपया इससे गुजरें उदाहरण के लिए यदि हम आप विभिन्न नॉइज़ उपकरणों को उठा सकते हैं जैसे कि मोसफेट

आइए हम एक सरल मोसफेट देखते हैं जो एक सक्रिय उपकरण है और इसके साथ कुछ नॉइज़ जुड़ा हुआ है वास्तव में एक साधारण मोसफेट में इस तरह एक सर्किट होता है अब इस मोसफेट के लिए बराबर नॉइज़ सर्किट इस तरह दिया जा सकता है यह नॉइज़ कम है और इस IN वर्ग का मान इस VN वर्ग के मान से दिया जाता है और संबंधित शब्द जो अक्सर 2 पोर्ट नेटवर्क से जुड़ा होता है जिसे एक नॉइज़ फिगर के रूप में जाना जाता है अब देखते हैं कि टर्म नॉइज़ फिगर का क्या मतलब है

मान लीजिए हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क है इसे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल कहा जाता है नॉइज़ फिगर SNRout पर SNRin के रूप में परिभाषित किया गया है यह SNRin पर SNRout नहीं है यह SNRout पर SNRin है अन्य शर्तों के विपरीत गेन अवधि के विपरीत जहां आप हमेशा आउटपुट अंश में और इनपुट टर्मिनल हर में होते हैं यहां पर यह मामला नहीं है अब SNRin को NinT पर Sin द्वारा दिया गया है यहां Sin इनपुट का पावर सिग्नल है अर्थात बिना नॉइज़ के इनपुट का हिस्सा और Nin इनपुट पर नॉइज़ पावर है यह केवल नॉइज़ पावर है और SNRout Nout पर Sout के बराबर है अब यह T जो केवल यह संकेत देने के लिए है कि नॉइज़ हिट या तापमान से जुड़ा है और यह तापमान का फंक्शन है तो इस सर्किट में कुछ भी बदले बिना SNR यदि आप तापमान बदलते हैं तो Nin और Nout बदल जाएगा और इसलिए SNR का मान भी बदल जाएगा तो Fin FT इस नॉइज़ फिगर F F को SNRout पर SNRin के रूप में दिया गया है जिसे मैं Nin पर Sin के रूप में लिख सकता हूं T के एक फ़ंक्शन के रूप में SNRout पर Nout द्वारा T के फ़ंक्शन के रूप में गुणा किया जाता है यह GA पर T टर्म को हटाकर Nin पर Nout के बराबर है तो GA कुछ भी नहीं है हम ज़ूम कर रहे हैं कि नेटवर्क से उपलब्ध पावर पर लोड करने के लिए वितरित वास्तविक पावर है यही कारण है कि Sin पर यह Sout GA के बराबर है और GA Sin पर Sout के बराबर है अब नॉइज़ फिगर के कुछ गुण यह है कि यह F हमेशा 1 की तुलना में अधिक या बराबर होता है किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क में एक से कम नहीं हो सकता है इनपुट का SNR हमेशा अधिक या आउटपुट के SNR के बराबर सबसे अच्छा होगा उन्हें हमेशा नेटवर्क द्वारा योगदान किए गए नॉइज़ से बाहर भेजा जाएगा इसलिए सिग्नल की गुणवत्ता या तो समान रहेगी या आउटपुट से थोड़ा कम होगा इसलिए SNRin कभी भी SNRout से कम नहीं हो सकता है इसलिए F हमेशा 1 से अधिक या 1 के बराबर होगा F 1 के बराबर के लिए 0 नॉइज़ पावर जोड़ा जाता है जब कि एक नेटवर्क पूरी तरह से नॉइज़लेस है बिल्कुल 0 नॉइज़ का योगदान देता है जब F 0 के बराबर होगा तो एक पैसिव डिवाइस के लिए इस नॉइज़ फिगर में से एक हमने देखा कि एक एक्टिव डिवाइस के लिए SNR की परिभाषा क्या है एक पैसिव डिवाइस के लिए यह नॉइज़ फिगर आप दिखा सकते हैं कि यह नॉइज़फिगर एटेन्यूएसन के बराबर है अर्थात् L एटेन्यूएसन है इसलिए अटैंयुएसन गेन का उल्टा है यदि गेन के बजाय हम एटेन्यूएसन प्राप्त करते हैं तो हम दिखा सकते हैं कि नॉइज़ फिगर एटेन्यूएसन के बराबर होगा

अब नॉइज़ फिगर की एक अन्य गुण अगर हमारे पास नेटवर्क का कैस्केड है तो 2 नेटवर्क कहें इसमें F1 का नॉइज़ फिगर मान और उपलब्ध गेन मान GA1 है यह गेन लाभ मान GA2 और नॉइज़ फिगर F2 है फिर सिस्टम के लिए समग्र नॉइज़ फिगर क्या होगा यह दिखाया जा सकता है कि समग्र नॉइज़ फिगर F12 GA1 पर F1F2 1 के बराबर होगा मान लीजिए कि दूसरे चरण में एक नॉइज़ फिगर S3 और GA3 था तो कुल नॉइज़ फिगर का मान जो F123 है GA1 पर F3 1 GA2 द्वारा से गुणा किया जाएगा तो हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि जब हमारे पास कैस्केड एलिमेंट्स जुड़ा होता है तो समग्र नॉइज़ फिगर में सबसे अधिक योगदान 1 चरण से होता है अन्य बाद के चरणों को QCD चरण के उपलब्ध गेन से कम किया जाता है यही कारण है कि जब हमारे पास एक एंटीना से जुड़ा रिसीवर होता है तो 1 चरण अक्सर वह होता है जिसे कम नॉइज़ एंपलीफायर के रूप में जाना जाता है कम नॉइज़ एंपलीफायर का उद्देश्य एंटीना से प्राप्त इस छोटे पावर सिग्नल को बहुत अधिक नॉइज़ में योगदान किए बिना बढ़ावा देना है यही कारण है कि LNA में एक बहुत अच्छा नॉइज़ फिगर माना जाता है वास्तव में यह 2 डीबी से कम होना चाहिए और LNA का उद्देश्य इतना अधिक पावर गेन प्रदान करना नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिग्नल को एक समान मानो से प्राप्त किया जाता है एंटीना से प्राप्त कम पावर मान को एक मान दिया जाता है जिसे बाद के चरणों द्वारा उपयोग किया जा सकता है और यह LNA क्योंकि इस LNA का निम्न नॉइज़ का कारण इस समीकरण के कारण है यही है यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाद के चरणों में नॉइज़ क्या है जो बाद के चरणों द्वारा योगदान दिया गया है जब तक कि नॉइज़ 1 चरण द्वारा योगदान दिया जाता है यानी कि LNA कम है एलिमेंट्स की इस श्रृंखला का समग्र नॉइज़ फिगर भी कम होगा यदि 1 एलिमेंट में एलिमेंट नॉइज़ फिगर कम नॉइज़ फिगर है और एक विशेष मामला यह ऐसा मामला है जब हमारे पास एक एटेन्यूएटर से जुड़ा गेन चरण है तो मान लीजिए हमारे पास गेन के चरण के साथ कैस्केड से जुड़ा एक एटेन्यूएटर है तो देखिये यह एक LNA है और यह एक फ़िल्टर है अब यह एक पैसिव अवस्था है इसका कोई गेन नहीं है इसके बजाय यह एक एटेन्यूएसन है L मैंने कहा पैसिव डिवाइस का नॉइज़ फिगर वह है जो संकेत को दर्शाता है जो एटेन्यूएटर के समान है लेकिन यह LNA फिर से A2 और एक नॉइज़ फिगर F2 कहेगा यह दिखाया जा सकता है कि कुल गेन नॉइज़ फिगर L को F LNA द्वारा गुणा किया जाता है डीबी के संदर्भ में अब यह dB प्लस F LNA में L है जो dB में LNA का एक नॉइज़ फिगर है एक संबंधित अवधारणा नॉइज़ मेजर किस रूप में जाना जाता है

नॉइज़ मेजर एक मात्रा है जिसे निर्धारित अवस्था अधिक योगदान करने में समस्याओं के कारण पेश किया जाता है यह समस्या विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हमारे पास 2 कैस्केड स्थिति होती है मान लीजिए हमारे पास दो चरण हैं GA1 और F1 GA 2 और F2 एक और GA2 F2 पहला और उसके बाद GA1 और F1 है अब कौन सा अगर मैं इस मामले के लिए समग्र नॉइज़ फिगर F12 मानता हूं और इस मामले के लिए समग्र नॉइज़ फिगर F21 है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो निम्न समग्र नॉइज़ फिगर देता है यानी अगर मैं चाहता हूं कि हम F12 को कम कहें तो F21 तो F12 को उस फॉर्मूले से जो मैंने पिछली स्लाइड में दिया था इस तरह दिया जाएगा और F21 को इस तरह दिया जाएगा अब मान लीजिए इस समीकरण के साथ समस्या यह है कि F 1 और F 2 के एलिमेंट LHS और RHS पर मिश्रित हैं इसके बजाय इस समीकरण को फिर से लिखा जा सकता है अगर मैं स्थिति को फिर से लिखता हूं तो इसी तरह का समीकरण जो M1 GA1 पर 1 1 पर F1 1 से कम है जीए 2 पर 1 1 पर F2 1 से और यह कहा कि मैं M2 से बुलाता हूं यदि M1 M2 से कम है तो M1 और M2 दोनों के पास क्रमशः 1 चरण और 2 वें चरण से संबंधित शब्द हैं यदि M1 M2 से कम है तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि F12 F21 से कम होगा और इन मात्राओं M1 M2 को नॉइज़ मेजर कहा जाता है इसलिए हमारे पास नॉइज़ फिगर है और फिर नॉइज़ मेजर है इसलिए इस मॉड्यूल में संक्षेप में हमने नॉइज़ की मूल बातें कवर कीं नॉइज़ क्या है गणितीय रूप से नॉइज़ को कैसे चित्रित किया जाए और फिर नॉइज़ फिगर क्या है और हमारे चरणों की श्रृंखला के नॉइज़ फिगर कैसे पता करें कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक नॉइज़ फिगर में योगदान देता है और फिर नॉइज़ मेजर की अवधारणा कि जब हमारे पास कैस्केड में 2 एलिमेंट या विभिन्न एलिमेंट हैं तो उन्हें कैस्केड में कैसे रखा जाए ताकि सबसे कम हो ताकि श्रृंखला में विभिन्न संयोजनों के विभिन्न संयोजनों के नॉइज़ फिगर का सबसे कम नॉइज़ मेजर हो सके और फिर हमने एक नया शब्द पाया जिसे नॉइज़ मेजर कहा जाता है अगले मॉड्यूल में हम नॉइज़ फिगर सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि यदि हम सर्किट के नॉइज़ फिगर मान को एक निश्चित मान पर सेट करते हैं यदि हम सेट करते हैं कि क्या हम 2 पोर्ट सर्किट में नॉइज़ का एक विशेष मान प्राप्त करना चाहते हैं तो गामा S का स्थान एक सर्कल होगा और उस सर्कल को एक स्थिर नॉइज़ फिगर सर्किट के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग करके हम एक विशेष मान नॉइज़ फिगर डिजाइन कर सकते हैं जिसे हम उसी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं जैसे हमने निरंतर गेन सर्किट के लिए किया था ताकि अगले मॉड्यूल में कवर किया जाए